कंप्यूटर ग्राफिक्स का अवलोकन - I I सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे NPTEL ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल 7 को कवर कर रहे हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अवलोकन II के बारे में सीख रहे हैं अंतिम कक्षा में हम इन सर्फ़ेस मॉडल और उनके निर्माण के बारे में कुछ विचार करने की कोशिश की थी विशेष रूप से CAD सॉफ्टवेयर सर्फ़ेस के निर्माण के लिए दो बुनियादी तरीकों का उपयोग करता है पहले एक कर्व के निर्माण के साथ शुरू होता है जिसमें से 3 डी सर्फ़ेस स्वीप या मेशिंग से पूरी भर जाती है दूसरा एक सर्फ़ेस खंभे और नियंत्रण बिंदुओं के हेरफेर के साथ सर्फ़ेस का प्रत्यक्ष निर्माण है और एक कम्प्यूटेशनल लाभ जब लोग इन कंप्यूटरों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं या पैकेज का उपयोग करने की कोशिश करते हैं दूसरी विधि सबसे शक्तिशाली है क्योंकि आपके पास अलग अलग असतत बिंदु होंगे और आप विभिन्न प्रकार के कर्व का उपयोग करके सर्फ़ेस के निर्माण का प्रयास करेंगे और एक चीज जो हम पिछली कक्षाओं में देखने की कोशिश करते थे जैसे कि यह एक सपाट तल की सर्फ़ेस है यदि आपके सभी डेटा एक ही तलपर पड़े हैं तो सबसे आसान तरीका उस से इन बिंदुओं पर रेखाओं के निर्माण और समानांतर अन्य रेखाओं को खींचने की कोशिश कर के पूरा होता हैं यह वह तरीका है जो वास्तव में एक सर्फ़ेस का निर्माण कर सकता है और अगर हम इसे पैरामीटर रूप में लिख रहे हैं तो आपके कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के बैक एंड की पृष्ठभूमि वास्तव में उसी तरह से काम करती है यह अलग अलग असतत बिंदु उठाता है जो इसे प्रक्षेपित करने और सर्फ़ेस के निर्माण का प्रयास करता है और यदि आप बिंदु 0 P 1 और P 2 में कोई भी नया बिंदु रखते हैं तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म आपके 0 अंक के संदर्भ में निर्माण कर सकता है P 1 का विकलन P 0 और P 2 में भिन्नता P 1 के साथ है इसलिए संदर्भ बिंदु P 0 के रूप में हम एक और बिंदु लेंगे P 1 P 2 तो हम हमेशा एक तल सर्फ़ेस का निर्माण कर सकते हैं जो इन तीनों अंकसे होकर गुजर रही है चार बिंदु की अतिरिक्त जानकारी है लेकिन तीन बिंदु एक तल को पास करने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं और सर्फ़ेस पर सामान्य यह आवश्यक नहीं है कि ये तीनों बिंदु X प्लेन या Y प्लेन पर होंगे लेकिन यह विभिन्न तलो पर हो सकते हैं इसलिए इस x y z विभिन्न प्रकार के स्थानों के माध्यम से हम एक तल और सर्फ़ेस को सामान्य कर सकते हैं जब आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे आपके P 1 P 0 पॉइंट क्रॉस उत्पाद के साथ P 2 P 0point के संदर्भ में दिया जाएगा और उनके मानदंड भी होंगे तो कंप्यूटर स्तर पर यह क्या करता है जब आप किसी सॉफ़्टवेयर मे क्लिक कर रहे होते हैं तो यह बिंदु वह बिंदु एक अन्य बिंदु यह इन बिंदुओं को लेता है और आपका सॉफ़्टवेयर उन बिंदुओं के बीच इस प्रक्षेप को करने का प्रयास करता है जो एक सर्फ़ेस डालने का प्रयास करते हैं यह सर्फ़ेस तल की सर्फ़ेस हो सकती है या यह एक घुमावदार सर्फ़ेस हो सकती है कर्व सर्फ़ेस तल सर्फ़ेस की तुलना में घुमावदार सर्फ़ेस का निर्माण थोड़ा अधिक जटिल और कठिन है और जब हम इन घुमावदार सर्फ़ेस प्रक्षेपों के बारे में जानने जा रहे हैं तो बेज़ियर कर्व्स कॉन्स सर्फ़ेस और अन्य चीजें आती हैं यदि यह समतल सर्फ़ेस है तो यह बहुत सीधा अग्रगामी है सर्फ़ेस के निर्माण का दूसरा तरीका यह स्थानीय रूप से ऐसा लगता है जैसे तल की सर्फ़ेस को रुल्ड सर्फ़ेस कहा जाता है उदाहरण के लिए आइए मैं 3 आयामी स्पेस में कुछ वक्र रखता हूं इसी तरह मेरे पास एक और वक्र है ये वक्र समानांतर हो सकते हैं समानांतर नहीं भी हो सकते हैं वे एक दूसरे के साथ भी ऑफसेट हो सकते हैं उस मामले में सबसे आसान काम जो कोई भी कर सकता है तो वह प्रत्येक बिंदु से जुड़ सकता है शायद इन बिंदुओं को एक पंक्ति से जुड़ने के लिए चुनें इसी तरह लाइन से इसे जोड़ने के लिए एक और बिंदु चुनें इसी तरह लाइन वगैरह से जुड़ने के लिए एक और बिंदु चुनें अगर हम इस तरह की वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं जिसे हम रुल्ड सर्फ़ेस कहते हैं ये कर्व भी अर्बिटरी हो सकता है उदाहरण के लिए हम कर सकते हैं एक एक सीधी रेखा है अन्य एक कर्व है और हमने इस पूरी सीधी रेखा को n को बराबर भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है इसी तरह दूसरे कर्व भी हम इसे बराबर भागों में विभाजित करने जा रहे हैं फिर प्रत्येक इन चीजों को जोड़ने के बाद जो एक रुल्ड सर्फ़ेस को देखने का एक सरल तरीका पेश करता है और जब आप इस रुल्ड की सर्फ़ेस को कर रहे होते हैं तो ये हमेशा रुल्ड की सीधी रेखाएँ होती हैं जो हमारे पास होती हैं तो एक रुल्ड सर्फ़ेस दो स्पेस कर्व या रेल से जुड़कर उत्पन्न होती है रेलगाड़ियों की तरह होती है और यह जो आपके पास एक सीधी रेखा शासक या जनरेटर के साथ हो वैसी होती हैं यदि दो वक्रों को F के u से चिह्नित किया जाता है तो एक पैरामीट्रिक परिवर्तन और G का u आप इस पैरामीटर को u के a साथ फंकशन के रूप में भी सोच सकते हैं समय के साथ उस बिंदु का स्थान वक्र के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या शायद आप कुछ ऐसा परिभाषित कर रहे हैं जैसे उसे किसी विशेष सर्फ़ेस के साथ घुमावदार सर्फ़ेस की तरह जाना पड़ता है हो सकता है कि वह एक गोले पर घूम रहा हो हो सकता है एक दीर्घवृत्त और इतने पर रोलिंग हो तो यह पैरामीट्रिक भिन्नता u है और पैरामीट्रिक भिन्नता पर हम कुछ वक्र को परिभाषित कर रहे हैं जैसे कि यह एक विशेष दिशा और अन्य वक्र के साथ होता है फिर उस कंप्यूटर के बेकेंड में पैरामीट्रिक समीकरण जो आप करता है उसके बीच में किसी भी बिंदु का निर्माण होता है जैसे कि 1 माइनस न्यू जैसे कई कार्य G के U प्लस न्यू गुणा F से U से करते हैं वास्तव में G के U और F के बीच की दूरी को कुछ इस तरह से देखें अगर हम इस तरफ 50 प्रतिशत शेष उस तरफ 50 प्रतिशत या इस तरफ 40 प्रतिशत उस तरफ nu 50 प्रतिशत के संदर्भ में एक अंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस तरह का माप हम वास्तव में इन दोनों कर्व्स को एक लाइन में शामिल होने के लिए लागू करेंगे और एक रुल्ड सर्फ़ेस बनाने की कोशिश करेंगे तो उस बैक एंड पर पूरा उद्देश्य इस तरह से चलता है आप लाइनें चुनते हैं आप इन कर्व्स से गुजरने वाली सर्फ़ेस को आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी हम उस विशेष आकृति के वक्र हो सकते हैं और शायद इस एड्ज पर एक और रेखा है आइए हम इस पर विचार करें कुछ ऐसा है कि अब मैं वास्तव में सर्फ़ेस को 2 आयाम स्तर पर रखना चाहता हूं फिर कंप्यूटर सबसे आसान तरीकों में से एक कैसे है यह पिक्सेल स्तर पर इन डेटा बिंदुओं को चुनता है यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि मैं वास्तव में इस डेटा बिंदु पर उस डेटा बिंदु से कैसे जुड़ सकता हूं तो लाइन से लाइन यह इसका निर्माण करती है और इसे विशेष प्रकार के रंगों द्वारा भरती है यही बात तब होती है जब आप एक ऑटोमोबाइल या शायद एक पेन या किसी भी तरह की सर्फ़ेस बनाने जा रहे हों हमारे लिए दृश्य स्तर पर हम महसूस करते हैं कि वक्र या सर्फ़ेस को उस तरह से गुजरना पड़ता है लेकिन आप इसे कैसे सिखाएंगे कि मशीन को वक्र को उस तरह से पास करना होगा या टूल बिट जब आप मशीनिंग करते हैं तो उस तरह की सर्फ़ेस के साथ जाना होगा तो एक ज्यामितीय संबंध होना चाहिए जो हमें इन मशीनों या उस कंप्यूटर को सिखाना है और किसी भी सर्फ़ेस मॉडल का पूरा उद्देश्य सबसे अच्छा अनुमान है कि किसी को सर्फ़ेस बनाने के संदर्भ में क्या मिल सकता है इसलिए वक्रों के आधार पर जो हमारे पास 3 आयामी स्थान में है हम इन पंक्तियों द्वारा एक सर्फ़ेस के निर्माण की स्थिति में थे और इस तरह की सर्फ़ेस को हम रुल्ड सर्फ़ेस कहते हैं इसलिए हम कितने डेटा बिंदुओं के आधार पर निर्माण करना चाहते हैं एक विशेष दिशाओं के निर्माण या आगे बढ़ने से एक रैखिक प्रक्षेप हो सकता है सबसे आसान तरीकों में से एक है इस रेखा को दोनों तरफ समान भागों में विभाजित करना और एक विशेष तीर दिशा दिखाना और उस सर्फ़ेस के साथ स्वीप करने की कोशिश करें यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इसे लोफ़टेड सरफेस कहते हैं रुल्ड सर्फ़ेस के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि आपके दोनों तरफ समान संख्या में अंक होंगे लेकिन आमतौर पर स्मूध सर्फ़ेस के लिए आप इसे इस वक्र के दोनों तरफ समान अंकों में विभाजित करते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं सीधी रेखाओं द्वारा तो लॉफ्ट सर्फ़ेस आपके रुल्ड सर्फ़ेस का एक विशिष्ट रूप है इस स्मूध सर्फ़ेस को देखने का दूसरा तरीका उदाहरण के लिए हमारे पास एक विशेष वक्र है यह एक तरफ एक बंद वक्र है हमारे पास एक और तरह का बंद वक्र भी है अब एक लाइन स्पाइन कर्व है जिसे हम कहते हैं कि यह एक है अब अगर मैं वास्तव में उस रीढ़ के वक्र के साथ इस वक्र को आगे बढ़ाता हूं तो यह जो भी सर्फ़ेस बनाता है उसे ही हम लॉफ्टेड सर्फ़ेस भी कहते हैं तो यह वक्र यह एक पैरामीट्रिक वक्र है क्योंकि यह इस बिंदु से उस बिंदु पर आगे बढ़ रहा है उस वक्र का आकार भिन्न हो सकता है यही कारण है कि हम इसे पैरामीट्रिक वक्र के रूप में क्यों बुला रहे हैं शायद शुरू में एक बिंदु A हो सकता है जो वह गोलाकार प्रारूप में बिंदु B पर यह दीर्घवृत्तीय दीर्घवृत्तीय आकार का हो सकता है बिंदु C पर यह स्टार की तरह के रूप में कुछ और हो सकता है इसलिए हम इस तरह के पैरामीट्रिक को आगे बढ़ा रहे हैं एक स्पाइन कर्व के साथ तो हम भी एक विशेष प्रकार की सर्फ़ेस प्राप्त करने की स्थिति में होंगे उस तरह की सर्फ़ेस को हम लॉफ्टेड सरफेस कहते हैं उदाहरण के लिए अगर मैं एक निश्चित अक्ष के चारों ओर एक को घूमा रहा हूं और अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो शायद मैं एक ऐसा आकार बनाने जा रहा हूं सर्फ़ेस को देखने का दूसरा तरीका रिवोल्व्ड़ सर्फ़ेस है उदाहरण के लिए अगर मेरे पास कुछ टेढ़ा वक्र है और एक अक्ष के बारे में अगर मैं इसे 360 डिग्री से घूमने जा रहा हूं तो शायद मैं एक विशेष आकार प्राप्त करने जा रहा हूं तो एक रिवोल्व्ड़ सर्फ़ेस उत्पन्न होती है स्पेस मे रोटेशन के अक्ष के बारे में जाने पर तो यह अक्ष है यही वक्र है जब हम इस सॉफ़्टवेयर पैकेज के बारे में जानने जा रहे हैं तो इस तरह की रिवोल्व्ड़ सर्फ़ेस के निर्माण के लिए अक्ष को परिभाषित करने वाली वक्र को परिभाषित करने जैसी कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से हमारे पास कॉस फ़ंक्शंस साइन फ़ंक्शंस के संदर्भ में यू के संदर्भ में कुछ पैरामीट्रिक भिन्नताएं हैं यदि मैं एक विशेष जेड दिशा के साथ एक सर्कल के रूप में घूमने जा रहा हूं तो हम उस वस्तु को प्राप्त करेंगे जिसे हम रिवोल्व्ड़ सर्फ़ेस कहते हैं यह हमेशा अक्षीय धरातल होता है और इसे एक सादे तार के रूप में घुमाकर उत्पन्न किया जा सकता है आमतौर पर हम सकारात्मक रोटेशन को परिभाषित करते हैं जैसे कुछ वामावर्त दिशा में हम वस्तुओं को घुमाने का प्रयास करेंगे अन्य सर्फ़ेस को सारणीबद्ध सिलेंडर सर्फ़ेस कहा जाता है उस मामले में हमारे पास एक विशेष वक्र है अगर मैं इसे किसी विशेष दिशा के साथ खींच रहा हूं तो यह एक सर्फ़ेस बनाता है इस तरह की चीजें जिन्हें हम इस सारणीबद्ध सर्फ़ेस को कहते हैं और विशेष रूप से सॉलिडवर्क्स जैसा एक सॉफ़्टवेयर जिसे हम इसे अगली कक्षाओं में सीखेंगे इसमें एक्सट्रूड या एक्सट्रूज़न नामक एक कमांड है एक बार जब आप एक वक्र खींचते हैं तो आप वस्तु बनाने के लिए इसे पार्श्व दिशा में वास्तव में स्वीप कर रहे होते हैं अब हम कहां उपयोग करते हैं इस तरह की सर्फ़ेस को उसके बार मे जानेंगे क्या इन सर्फ़ेस का प्रतिनिधित्व करने का कोई बेहतर तरीका है कई अनुप्रयोगों में अगर हम इन 3 आयामी मॉडल और इतने पर या चिकित्सा इमेजिंग के निर्माण के बारे में कंप्यूटर विज़न की तरह देख रहे हैं शायद आपके पास एक मेडिकल इमेजिंग चीज़ हो सकती है और आप अलग अलग व्यू से 3 आयामी चित्रों का निर्माण करना चाहेंगे एक इंसान द्वारा उस जटिल चिकित्सा छवियों की कल्पना करना संभव नहीं है जो कि 3 डी जैसी किसी चीज़ का निर्माण करती है तो हमें इसे कंप्यूटर पर सिखाना होगा या शायद कम से कम एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जो इस अलग अलग व्यू को पढ़ सकता है जो सर्फ़ेस का निर्माण करने की कोशिश करता है और बेकएंड माँ आप कुछ गणितीय कार्यों को लागू करते हैं जो इस डेटा बिंदुओं से गुजरते हैं क्योंकि हम पिक्सेल के संदर्भ में अलग अलग डेटा पॉइंट होते हैं जैसे कि रंग लाल नीला हरा या शायद सफेद और काला ग्रे ग्रेस्केल तरह के चित्र और इतने पर इसलिए हमारे पास इसके विपरीत रंग हैं हम कुछ कार्यों को पास करने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से घटता सर्फ़ेस को पार किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक वस्तु की तरह कुछ बनाने के लिए जैसे कि एमआरआई स्कैन यह बताता है कि सॉफ्टवेयर उस 3D छवियों का निर्माण कैसे करता है इसलिए मेडिकल इमेजिंग इमेज जनरेशन के लिए सर्फ़ेस डेटा केवल डेटा बिंदुओं के एक सेट के रूप में उपलब्ध है और जिसकी हम हर समय रुचि रखते हैं जो वह 3 डी इमेज का निर्माण कर रहा है और विशेष रूप से इनमें से अधिकांश सॉफ्टवेयर बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं जैसे कि शायद हर्मीट बाइसिक सर्फ़ेस निर्माण प्रोसेसर या बेजियर्स सर्फ़ेस या बी स्पीन सर्फ़ेस के साथ कुछ ऐसा जा रहे हो कॉन्स सर्फ़ेस जो लोकप्रिय या गॉर्डन सर्फ़ेस हैं सर्फ़ेस के साथ अचानक तेज बदलाव गोल के साथ कुछ फ़िले सर्फ़ेस की तरह सर्फ़ेस ऑफसेट सर्फ़ेस नाम की इन सामग्रियों को काट देने जैसा कुछ इसलिए अब हम सब सीखेंगे कि हम इन सर्फ़ेस निर्माण प्रक्रिया के बारे में कुछ विचार करेंगे सबसे पहले हमें कर्व्स नामक कुछ को परिभाषित करना होगा कर्व हमेशा एकल पैरामीटर के साथ दर्शाया जाता है आप x के फंकशन के रूप में x ऑफ uहो सकते हैं y u के फंकशन के रूप में एक पैरामीट्रिक भिन्नता y हो सकता है z u का फंकशन हो सकता है यदि यह एक स्पायरल की तरह कुछ है तो आपके पास r थीटा फाई तरह के निर्देशांक हैं जो एक एकल पैरामीटर के साथ जुड़े हो सकते हैं उसी तरह आपके पास कोई भी बिंदु x y z है जिसकी आपको जानकारी है कि शायद कोई व्यक्ति इसके माध्यम से एक वक्र को पार कर सकता है और तो उस पैरामीट्रिक भिन्नता को हम U कह रहे हैं उदाहरण के लिए यदि यह एक वृत्त है तो आप अपने वृत्त को साइन u कोस u मे परिभाषित करते हैं यह u एक विशेष उदाहरण के मामले में थीटा कोणीय समन्वय हो सकता है और क्योंकि यह एक वृत्त 2 आयामी चीज है तो वहाँ कोई z भिन्नता नहीं होगी और अब मैं एक वक्र की तरह कुछ का निर्माण करना चाहता हूं मुझे इन डेटा बिंदुओं को शामिल करना होंगा इसका मतलब है मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुछ चाहिए अगर मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं तो यह स्पर्शक जैसा दिखता है सबसे पहले यह पहला डेटा बिंदु है जब तक मैं स्पर्शरेखा की जानकारी नहीं जानता मुझे नहीं पता कि वास्तव में तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवाँ बिंदु कहाँ मौजूद हैं इसलिए हर समय मुझे स्पर्शक रेखा के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है बिंदु स्पर्शक रेखा की जानकारी की जानकारी देता है ताकि मैं अगली दिशा में एक वक्र की तरह कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीप लगा सकूं जो एक सर्कल के रूप में एक स्मूध तरीके से फिट हो सके तो हमें उस P सूचना की आवश्यकता है और साथ ही हमें स्पर्शक रेखा सूचना की आवश्यकता है अगर हमारे पास एक स्मूध वक्र बनाने की स्थिति में है यह उस जैसा है जैसे पहेल हमने ड्राइंग शीट पर फ्रीहैंड कर्व्स खींचने की कोशिश की थी ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा व्यू कहता है कि इस बिंदु से आप उस दिशा में जाते हैं लेकिन कंप्यूटर पर आपको एक स्पर्शक रेखा का निर्माण करना होगा एकीकरण द्वारा अगले बिंदु पर जाएं शायद यह एक यूलर एकीकरण हो सकता है जो ईन चीजों में शामिल हों और वक्र क निर्माण करें यदि यह एक सर्फ़ेस है तो हमारे पास दो पैरामीटर Uऔर V होंगे शायद दो दिशाओं में हमारे पास यह पैरामीट्रिक भिन्नता U V और उस सर्फ़ेस पर कोई डेटा बिंदु होगा जो दो मापदंडों U V द्वारा दर्शाया गया है yजो कि u v के फंकशन के रूप में भी है z u v के फंकशन के रूप में भी है हमें उन बिंदुओं पर स्पर्शक रेखा का वर्णन करने वाले तो यह पर आंशिक व्युत्पन्न की आवश्यकता है जैसे कि हमने वक्र बिंदु और स्पर्शक रेखा के बारे में कैसे बात की ताकि मैं एक वृत्त का निर्माण कर सकूं अगर मैं एक सर्फ़ेस का निर्माण करना चाहूंगा तो पहला बिंदु दूसरा बिंदु शायद तीसरा बिंदु चौथा बिंदु ये वे बिंदु हैं जो हमारे पास हैं एक तरीका यह है कि आप हमेशा लाइनों से जुड़ सकते हैं लेकिन आप बेहतर विवरण चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको वक्र पर अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है इस तरह से नीचे की दिशा में जाना पड़ता है या वक्र को ऊपर की दिशा में भी जाना पड़ता है तो वक्र को दिशा के मामले मे ऊपर की दिशा और नीचे की ओर जाना पड़ता है तब आप उस तरीके से उस जोड़ने की स्थिति में होंगे तो इस तरह के सिद्धांत को आपको कंप्यूटर को सिखाना होगा इसका मतलब है आपको उस सर्फ़ेस के आंशिक डेरिवेटिव की आवश्यकता होती है जिसे हम P of u v बता रहे हैं आप इस U के बारे में सोच सकते हैं V के रूप में नए समन्वय प्रणाली जिस पर आप एक सर्फ़ेस P खींचने जा रहे हैं जहां डेल पी द्वारा डेल यू और डेल पी द्वारा डेल वी आपको पता होना चाहिए या आपको उस बिंदुओं पर मूल्यांकन करना होगा तो आपके पास 4 डेटा पॉइंट हो सकते हैं लेकिन ये स्पर्शक रेखा आप इन 4 बिंदुओं के बीच अतिरिक्त इंटरपोलेट या मॅप या निर्माण करने जा रहे हैं तो अतिरिक्त 30 और बिन्दुओ को दिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो वह इस सर्फ़ेस के निर्माण का पूरा उद्देश्य है कुछ आवश्यक जानकारी जो सभी को पता होनी चाहिए वह स्पर्शकरेखा और नॉर्मल के बारे में है और इन Uऔर v सूचनाओं की सीमा क्या है यह पता होना चाहिए उदाहरण के लिए आपका स्थान १ मीटर से लेकर ५०० मीटर तक किसी चीज़ तक विस्तारित हो सकता है लेकिन जब आप इसे कंप्यूटर को सिखा रहे होते हैं जब आप इसे विकसित करने जा रहे होते हैं या शायद बैकेण्ड मे फंकशन डाल रहे हो तो आप हमेशा इस एक को 500 को सामान्य करते हैं जैसे की 0 1 तरह की को ओर्डिनेट प्रणाली मे आप किसी भी डेटा बिंदु का निर्माण करते हैं यह 1 से 500 से 0 से 1 तरह के सिस्टम में मैपिंग की तरह है जब आप ऐसा करते हैं कि आप एक ही सबमॉड्यूल या फ़ंक्शन को कम कर रहे हैं तो आप हर समय कॉल कर रहे हैं ये मेरी एक्स सीमाएं हैं वाई सीमाएं तो उसके बीच में एक वक्र फिट करें या 0 1 के बीच में एक सर्फ़ेस फिट करें और फिर से 1 से 500 तक इसे फिर से खोलें यदि यह वक्र फिटिंग है तो या तो हम रैखिक संबंधों के संदर्भ में बीजगणितीय संबंधों का उपयोग करेंगे या शायद हम बहुपद कार्यों का उपयोग करेंगे उदाहरण के लिए u का एक वक्र x y का u z का u बिंदु जो हमारे पास पैरामीट्रिक भिन्नता मे है अगर मैं u में एक बहुपद को ठीक करने जा रहा हूं तो वक्र P को पैरामीट्रिक रूप में वक्र ck से गुणा किया जा सकता है uk यह अधिक है जैसे कि समन k 0 से n के बराबर होता है c 1 u 1 plus c 2 u 2 plus c 3 u 3 plus और इसी तरह आपके पास कितने डेटा पॉइंट हैं अपने स्पर्शरेखा के आधार पर आप किसी संबंध को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसका फेकटर सी1 सी 2 सी 3 और इतने पर उपयोग करने के लिए क्या हो सकता है चाहे वह u 1 का 05 गुना हो चाहे 01 बार या अन्य चीजों का सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम फूरियर श्रृंखला का उपयोग करके साइनसोइडल कोसाइन प्रकार के मामले में एक फ़ंक्शन को विघटित कर रहे हैं हम हमेशा a 0 a 1 a 2 a 3 और इतने पर लिखते हैं b 0 b 1 b 2 बी 3 और इतने पर चीजें और हम एक निश्चित प्रकार की स्थिति थोपने की कोशिश करते हैं कि वह कारक क्या होना चाहिए a 0 a 1 a 2 और इसी तरह b 0 b 1 b 2 असतत बिंदुओं के आधार पर हमारे पास आमतौर पर यह जानकारी होती है जैसे साइन कोसाइन जैसी फूरियर श्रृंखला हम इसका उपयोग आवधिक प्रकार के फंकशन के लिए करते हैं लेकिन ये डेटा बिंदु आवधिक फंकशन का अनुसरण नहीं कर सकते हैं उस मामले में इस वक्र को अनुमानित करने का सबसे अच्छा तरीका बहुपद विस्तार है और हम कुछ प्रकार के जटिल चीजों को अधिकतम करते हैं ताकि हम ध्यान से समायोजित करें कि सब कुछ कंप्यूटर द्वारा सॉफ्टवेर द्वारा किया जाता है और अंत में यह इन डेटा बिंदुओं के साथ एक स्मूध वक्र का निर्माण करता है इसी तरह अगर हम सर्फ़ेस का निर्माण करने जा रहे हैं तो इस बहुपद विस्तार को हम केवल x जैसे एक आयाम में नहीं करेंगे लेकिन हम इसे x y में हमारे u v पैरामीट्रिक विविधताओं से करने जा रहे हैं इसलिए अगर हम ध्यान से बहुपदीय सर्फ़ेस P को u के एक फंकशनके रूप में देख रहे हैं तो v इस स्थान पर आपके x y z बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है जो भी असतत बिंदु हमारे पास हैं उन्हें दोहरे योग के संदर्भ में विस्तारित किया जा सकता है I पर संक्षेपण करे तो k पर सारांशकरे तो यह अधिक पसंद है यदि आप i के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो I के बराबर 1 है या i के लिए 0 से m के बराबर माइनस 1 डेटा पॉइंट j के लिए 0 से n माइनस 1 डेटा पॉइंट के बराबर है i k के कुछ फ़ंक्शन c का मूल्यांकन करें जो कि आपके पैरामीट्रिक u के i गुणा से k के v से गुणा किया जाता है जिस तरह से हम इसका विस्तार करते हैं और ci की जानकारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं और Ik के आधार के बारे में जानकारी मिलने पर हम ये पता लगा शकते हैं की कितने डेटा अंक मैं करना चाहते हैं तो मैं एक सर्फ़ेस का निर्माण करने की स्थिति में होगा तो इस सर्फ़ेस निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं खंडों और पैचों के लिए बिंदुओं में शामिल हो जाती हैं या तो आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जुड़ते हैं या पैच हम करते हैं न्यूनतम डेटा इंगित करता है कि हमारे पास क्या है हम इसे नियंत्रण मापदंडों की तरह उपयोग करेंगे ताकि इसे ऊपर और नीचे की तरह बनाया जा सके और हमें स्पर्शक रेखा उनकी स्मूथ्नेस्स के बारे में भी कुछ चाहिए उस जानकारी के आधार पर हम प्रक्षेपों का वर्णन करने के लिए कार्यों को मिश्रित करेंगे और सबसे पहले हम हमेशा कर्व का निर्माण करेंगे और फिर हम सर्फ़ेस के साथ जाएंगे इसलिए किसी भी सॉफ्टवेयर का हम जो भी उपयोग करते हैं उसमें हमेशा इस तरह के स्टेप बाय स्टेप इंटरपोल होते हैं इसलिए अगली कक्षा में हम विस्तार से जानेंगे इन विभिन्न प्रकार की सर्फ़ेस जैसे कि हेर्माइट बेजियर और अन्य सर्फ़ेस कैसी होती हैं